तो पिछले मॉड्यूल में संशोधन आज हम इस मॉड्यूल को समझने में एक त्वरित नज़र डालेंगे यह मॉड्यूल की रूपरेखा है कि कैसे यह आगे बढ़ेगा इसलिए हम एसक्यूएल जॉइन अभिव्यक्तियों से शुरू करते हैं जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं यह दो रिलेशंस में हम उन उपयोगों को बाद में देखेंगे इसलिए यदि हम एसक्यूएल किया जाता है क्रॉस जॉइन के विभिन्न प्रकार लेते हैं इसलिए आइए मुद्दों को समझने के लिए एक सरल उदाहरण के साथ शुरू करते हैं

तो यह आउटपुट बुलाया जाना चाहिए अब अगर यह कहने के अतिरिक्त यह एक इनर जॉइन जो सबसे अधिक उपयोग किया जाता है अब हम इसे एक अलग तरह के जॉइन का मूल विचार है हम सबसे पहले लेफ्ट आउटर जॉइन के होने चाहिए इसलिए स्वाभाविक रूप से जब हम जॉइन दिखाया गया है जबकि यह हिस्सा निश्चित रूप से नहीं होगा अब इसी तरह हमारे पास एक राइट आउटर जॉइन संस्करण है हमारे पास वास्तव में एक पूर्ण संस्करण भी हो सकता है इसलिए अगर हम जॉइन रिलेशंस देखेंगे तो फुल आउटर जॉइन संभव हैं तो आप भी जॉइन के साथ समान या मेल खाता है तो आप कह रहे हैं कि coursecourse id prereqcourse id इसलिए यह परिणाम संयोगवश इनर जॉइन करना चाहते हैं उनमें से केवल एक पर आधारित या उनमें से दो पर समानता इत्यादि तो इस तरह के एक जॉइन होगा तो यह एक और उदाहरण है जो आपको नेचुरल राइट आउटर जॉइन पर आधारित होगा इसलिए यह विभिन्न प्रकार के जॉइन के रूप में जाना जाता है हमने वह देखा है इसलिए अब तक हम एक या एक से अधिक रिलेशंस नहीं उठा रहे हैं अब आप सोचेंगे कि यह वही है जिसे अच्छे से हम सामान्य क्वेरी के रूप में माना जा सकता है जो मौजूद है जिसे केवल तभी देख सकते हैं जब आप इसका उपयोग करते हैं

तो हम एक त्वरित रूप से देखते हैं यह एक क्रिएट व्यू से कर रहे हैं तो यह वास्तव में एक व्यू की गणना की जाएगी और तदनुसार परिणाम दिए जाएंगे तो यह व्यू के रूप में दिखाई देगा विभाग का नाम और कुल वेतन जो एकत्रीकरण द्वारा बनाया गया है इसलिए जब भी हम किसी फ्रॉम क्लॉज को बनाने के लिए उदाहरण के लिए यह एक व्यू का उपयोग किसी अन्य के रूप में किया जा सकता है जैसा कि मैंने पहले ही कहा है

वास्तविक रिलेशन है जिसे आप निष्पादित कर रहे हैं और जिसका बहुत मूल्य है इसलिए जैसा कि हमने कहा है कि व्यूज स्वयं के संदर्भ में हो सकता है पावर व्यू की तरह लगती है अब पुनरावर्ती व्यूज है यह हमेशा के लिए नहीं चलता रह सकता है

तो हम एक उदाहरण लेते हैं तो यह एक रिलेशन फ्लाइटस लेता हूं इसे इस तरह से गणना करते हैं फ्लाइटस से पहुंच सकते हैं स्वाभाविक रूप से एक बार जब आप पहुंच जाते हैं एक बार जब आप ऐसा करते हैं तो आप दूसरे डेस्टिनेशन की आवश्यकता होगी तो इस वजह से हमें पुनरावृत्ति का उपयोग करने की आवश्यकता है और इसलिए हम इसे इस तरह से व्यक्त करते हैं इसलिए यदि हम इस पर गौर करते हैं तो हम बता रहे हैं कि यह एक पुनरावर्ती व्यू की उदाहरण गहराई 0 पर है तो जो आपके गैर पुनरावर्ती भाग को परिभाषित करता है मान लीजिए यह कहता है कि सिलेक्ट से अधिक है

तो यह ध्यान दिया जाना चाहिए और अंत में हमें इन दो परिणामों को जोड़ने की आवश्यकता है जो कि है प्रारंभिक शुरुआती सीड से पहुंचे जा सकते हैं तो पुनरावर्ती इस अर्थ में बहुत शक्तिशाली है कि पुनरावृत्ति के बिना गैर पुनरावर्ती संस्करण केवल फ्लाइट्स आवश्यक रूप से विफल हो जाएगी इसलिए हम यह सुनिश्चित करने के लिए यहां पुनरावर्तन का उपयोग करते हैं कि आप वास्तव में इसका विस्तार आप जो भी गहराई चाहते हैं तक कर सकते हैं और इसकी गणना करने के लिए हम तब तक गणना करते हैं जब तक कोई बदलाव नहीं होता है और इस अर्थ में इस पुनरावर्ती व्यूज का उपयोग कर रहे हैं

तो वह इसे समावेशी बनाता है तो अब अगर हम इस उदाहरण पर जाते हैं और आप यह कर सकते हैं यहाँ मैंने दिखाया है कि कैसे पुनरावृति वास्तव में पुनरावृति 0 में होती है खुद फ्लाइटस थे फिर आपने पुनरावृति 1 में दो और जोड़ दिए पुनरावृत्ति 2 में आपने कुछ भी नहीं जोड़ा तो इसलिए यहां से आपका परिणाम नहीं बदलेगा तो आप एक निश्चित बिंदु पर पहुंच गए हैं और गणनाए खत्म हो गई हैं

आप एक व्यू के लिए कुछ प्रतिबंध हैं तो कुछ और उदाहरण हैं जो मैंने दिए हैं जिनका आप अध्ययन कर सकते हैं और समझने का प्रयास कर सकते हैं कि व्यू किए जाने हैं तो कृपया इन स्लाइड्स के माध्यम से समझें कि व्यूज खराब हो जाएगा अंत में इस मॉड्यूल और संबंधित मुद्दे उठाएंगे इसलिए ट्रांजैक्शन हो रहा है और हम इसके बारे में बाद में और देखेंगे इसलिए इस मॉड्यूल को प्रतिबद्ध करने की मूल धारणा को पेश किया